हेलो दोस्तों इस सत्र में हम द अनुनय की कला को देखने जा रहे हैं इससे पहले आप प्रेरणा और विशेष रूप से आत्म प्रेरणा पूरी कर चुके हैं और स्वयं प्रेरणा के बाद दूसरों को प्रेरित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक बन जाता है जो हमें सीखना चाहिए तो उस संदर्भ में जब हम अनुनय की कला के बारे में बात कर रहे हैं तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम दो सत्रों में कवर करेंगे अनुनय की कला भाग 1 और अनुनय की कला भाग 2 हम आपके द्वारा किए गए कुछ अनुनय प्रयोगों को देख रहे हैं फिर हम परिभाषा संचार और अनुनय के बीच संबंध रवैया की भूमिका प्रेरक संचार और इसके प्रभाव और इसे कहने वाले व्यक्ति की भूमिका को देखते हैं डर अपील भाषा अपील और उसके बाद एक तरह का सारांश इसलिए यदि आप पूरी बात देख रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आती है तो आपको उस प्रयोग का उल्लेख करना होगा जो मैंने पिछले सप्ताह में दिया था जो वास्तव में एक प्रयोग है जो आज के कार्य या प्रयोग से संबंधित है असाइनमेंट जो आज की बात से संबंधित है और मैं नेट पर निष्कर्ष साझा कर रहा हूं ताकि आप वहां के निष्कर्षों को देख सकें लेकिन अपेक्षित परिणाम मोटे तौर पर उनका हैं जिनके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा विस्तृत परिणाम चर्चा मंच में उपलब्ध होंगे जहां इसे पोस्ट किया जाएगा और हम उस पर आगे चर्चा कर सकते हैं तो अब यह पाठ है जो आपको दिया गया था चेहरे मानव स्वभाव के लिए खिड़कियां हैं बीबीसी विज्ञान और आप पाते हैं कि इस विशेष लेखन के माध्यम से क्या किया जाता है जो आपको प्रदान किया गया है जो चेहरे संवाद करते हैं उसके बारे में अपेक्षा का एक सेट बनाना है अब इसका मज़ेदार हिस्सा या इसका दिलचस्प हिस्सा यह है कि जहाँ जानकारी कम है और जहाँ जानकारी विश्वसनीय है वहाँ इसके द्वारा राजी होने की अधिक संभावना है यहां हमें अनुनय और हेरफेर के बीच अंतर को नोट करने की आवश्यकता है और इस तथ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि दोनों के बीच अंतर करना काफी कठिन और जटिल है इसलिए हम उस मे थोड़े समय के बाद जाएंगे लेकिन आप पाते हैं कि यह अध्ययन एक वास्तविक अध्ययन है यदि आप Google को खोज लेंगे और कुछ हद तक यह अध्ययन उस तरीके को प्रभावित करता है जिससे आप प्रश्नों का उत्तर देते हैं और जैसा कि आप समझते हैं कि प्रश्नों को दो घटकों में विभाजित किया गया था लोगों के एक समूह को प्रश्नों का एक सेट दिया गया था लोगों के एक अन्य समूह को प्रश्नों का एक दूसेरा सेट दिया गया था यह वही है जो आपने देखा था और आपने यहाँ पर एक विशिष्ट छवि पहले समूह के लिए देखी थी दूसरे समूह के लिए छवियों को उलट दिया गया था और हमने एक बुनियादी व्यक्तित्व परीक्षण 5 अंक और 5 आयामी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रतिक्रियाओं को लिया जिसे बड़े 5 व्यक्तित्व परीक्षण के रूप में जाना जाता है और इस विशेष सर्वेक्षण के आधार पर डिजाइन किया गया था और आपकी प्रतिक्रिया उस तरह की उत्तेजना या जानकारी जो प्रदान की गई है के आधार पर काफी भिन्न होती है तो क्या होता है नंबर एक कि यहाँ पर दो तरह के जोड़तोड़ होते हैं पहला यह है कि हमने सूचनाओं के एक निश्चित सेट में हेरफेर किया है और चेहरे सामान्य रूप से सकारात्मक या नकारात्मक दिखते हैं और उसके आधार पर जहां वे पैटर्न से मेल खाते हैं आपको एक मजबूत प्रवृत्ति मिलेगी जिसकी हम फोरम में चर्चा करेंगे और एक के आधार पर कुछ हद तक मिसमैच के बावजूद बेमेल पाठ हमें हेरफेर करने के लिए प्रबंधित करता है और हमें प्रतिक्रियाओं का थोड़ा और उलझन भरा सेट मिलता है इसे साझा करने का कारण दो गुना है एक यह है कि यहां आपके पास सूचनाओं का एक सेट है और जहां भी यह जानकारी किसी चेहरे से मेल खाती है आपको प्रतिक्रियाओं का एक सेट मिलता है जहां प्रतिक्रियाओं का सेट एक चेहरे से मेल नहीं खाता है आप अभी भी इसकी वजह से ट्रिगर है क्योंकि आप जानते हैं कि इसके बावजूद यह कहा गया है कि यह वास्तव में ट्रिगर किया गया है और इसे एक साथ जोड़ा गया है और आपको विश्वास है कि आपको प्रतिक्रियाओं का एक और सेट मिलेगा अब मुद्दा यह है कि एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक प्रकार के हेरफेर कर रहे हैं क्योंकि पूरी बात एक कल्पना है कि इनमें से कोई भी जानकारी जो प्रदान की गई है वह सत्य नाही है और यह मूल रूप से आपकी धारणा है जिसका पता लगाया जा रहा है दूसरा अंक यह है कि उत्तेजनाओं के दो अलग अलग प्रकार हैं पहला पाठ यहां पर है दूसरा दोनों के बीच का संबंध है और वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करते हैं या एक दूसरे के साथ प्रशंसा करते हैं किसी मामले में जब चेहरा प्रोफाइल से मेल खाता है जैसा कि यहां बताया गया है तो आपके पास प्रतिक्रियाओं का एक सेट होगा जहां यह रूपरेखा प्रोफ़ाइल Profile से मेल नहीं खाता है आपके पास प्रतिक्रियाओं का एक और सेट होगा और यह पता लगाने के लिए बहुत दिलचस्प हो जाता है जैसा कि हमने चर्चा मंच पर चर्चा किया है आइए हम व्यवसायिक जीवन में आते हैं और इतिहास हमें बताता है कि अनुसंधानों ने हमें जो कुछ समय पहले बताया था उसके बावजूद चेहरे बहुत ही अप्रत्याशित हैं जो अधिकांश मामलों के लिए सही हो सकता है हम पाते हैं कि यदि आप जेरेमी मेक्स के चेहरे को देख रहे हैं तो वह एक सोशल मीडिया तरह का वायरल संचार कम्युनिकेशन -Communication बना था और उसका चेहरा वायरल हो गया था यह इमेज वायरल हो गई क्योंकि यह एक आगजनी और एक अपराधी का चेहरा है जो बहुत दृढ़ता से विनाशकारी था यह एक बहुत ही आकर्षक दिखने वाला चेहरा रोमांचक चेहरा माना जाता था और यह सब मार्टिज़न के मामले के साथ भी होता है जिसे बाल अपहरणकर्ता और आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति भी माना जाता है और यह चेहरा भ्रामक है दूसरी ओर यह तीसरा एक अपराधी के क्लासिक मामले का मामला है और जहां हम चेहरे से क्या जानकारी की उम्मीद करते हैं और यह क्या मेल खाता है बहुत बार आप देखते हैं कि यदि आप रूढ़िबद्धता स्टीरियो टाइपिंग Stereotyping देख रहे हैं तो इसे रूढ़िबद्धता के रूप में जाना जाता है ये नॉन स्टीरियो विशिष्ट हैं क्योंकि आप कुछ की अपेक्षा करते हैं और कुछ और होता है अब आप देखते हैं कि कहा जा रहा है कि इस पर परीक्षण किए जाने की चर्चा है कि हम शायद अभी एक महत्वपूर्ण तरीके से अनुनय के बारे में बात करने के लिए तैयार हैं अब मैं आप लोगों के साथ जो बातें साझा करना चाहूंगा वह यह है कि शायद किसी के साथ बातचीत करने का हमारा बहुत अभिप्राय है ऐसा प्रतीत नहीं हो सकता है लेकिन मुझे आपके साथ पहला अंक साझा करने दें मुद्दा यह है कि अगर मैं किसी का मित्र बनने की इच्छा रखता हूं तो वह किसी के साथ दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करता हूँ साथ में मुस्कुराता हूँ उस व्यक्ति से सहमत होना उस व्यक्ति के लिए खुद को सहन करने का एक तरीका है यह एक तरह का अनुनय है क्योंकि दूसरे व्यक्ति को आपसे बातचीत करने के लिए राजी करने की आवश्यकता होती है हर दिन इंटरनेट पर आपको ई मेल की एक विस्तृत श्रृंखला मिलती है और ये ई मेल मेल से होते हैं जो आपको लाखों डॉलर का वादा करते हैं जो हेरफेर करने की कोशिश कर रहा है जो आपको कुछ उत्पादों को खरीदने के लिए कह रहे हैं जो निश्चित रूप से विज्ञापन के संदर्भ में अनुनय है जो बहुत महत्वपूर्ण है जो हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे जो लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें कहते हैं हमारे क्षेत्र में वे समान क्षेत्रों में शोध कर रहे हैं और आपके साथ काम करने में रुचि रखते हैं जो फिर से उन्हें उनके हित के क्षेत्रों उनके अनुसंधान के क्षेत्रों इस विषय के लिए उनकी रुचि की गहरी समझ के लिए दिया जाता है ताकि ये छात्र या शोधकर्ता आपके साथ काम कर सकें इसलिए हर रोज भले ही आप दैनिक आधार पर ई मेल संचार के रूप में सरल मामले को देखें लेकिन प्रेरक प्रक्रिया जारी है तो यह उस अर्थ में एक व्यापक बात है क्योंकि हम एक दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा हूं मेरा बच्चा मुझे ना पढ़ने के लिए मना रहा है कोई मुझे फिल्म देखने के लिए मना रहा है कोई मुझे उपन्यास पढ़ने के लिए मना रहा है क्योंकि उसे लगता है कि यह एक बहुत ही रोमांचक उपन्यास है हम अपने जीवन भर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर आप पाते हैं कि यह डिग्री का सवाल है यह प्रामाणिकता का सवाल है जिसे हम इन दिनों के गंभीर अनुनय के रूप में समझ सकते हैं जो कि दिन प्रतिदिन के उत्पीड़न के कार्यों से है और उससे अलग कर सकता है इसे हेरफेर कह सकता है अब हेरफेर बहुत दिलचस्प क्षेत्र है क्योंकि हम बाद में चर्चा करेंगे लेकिन हमें उन अंकों के साथ जाना चाहिए जो हमने अनुनय के बारे में किए हैं एक परिवार में पहला और सबसे प्रेरक व्यक्ति बच्चा है क्योंकि बच्चा वह है जो बहुत बार नियमों से परिचित नहीं होता है और हमेशा नई चीज जैसे नई खिलौने नई चॉकलेट आइस क्रीम और उस तरह की चीजें में दिलचस्पी रखता है अवधारणात्मक रूप से आपको मनाने की कोशिश कर रह हैं हो सकता है कि आप उन चीजों को खरीद लें चाहे वे बच्चे के लिए अच्छी हों या नहीं यह पूरी तरह से अलग बात है लेकिन यह अनुनय प्रक्रिया बहुत अधिक है और अनुनय के बारे में दूसरी दिलचस्प बात यह है कि हर कोई महसूस करता है कि वह समझदार है अनुनय के विश्वासघात के माध्यम से देखने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान है यदि आप शब्द का उपयोग कर सकते हैं और सच्चाई को जान सकते हैं यह अपने आप में भ्रामक है लेकिन अगर आप किसी को सलाह देने के बारे में बात कर रहे हैं या आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि यह क्या है तो क्या यह किसी अर्थ में अनुनय नहीं है आप क्या निर्णय लेते हैं यह है कि आप उन्हें कैसे लेते हैं क्या यह नहीं है कि आप नेट की जाँच कर रहे हैं आप तकनीकी स्थान को देख रहे हैं आप इसे देख रहे हैं आप अन्य लोगों की टिप्पणियों को देख रहे हैं क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि आप अपने चारों ओर देख कर राजी हो रहे है आपके लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जानकारी भी आपको मनाने के लिए प्रबंधित करती है तो मुद्दा यह है कि मैं 10 मिनट से ऐसा क्या करने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह आपको मनाने के लिए है कि आप को राजी किया जा सकता है यदि आपके पास एक विश्वास है कि आप मजबूत हैं आप दृढ़ हैं आप उद्देश्य हैं और राजी नहीं किया जा सकते है मैं अभी जो कर रहा हूं वह आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप राजी हो सकते हैं इस तथ्य को देखने की कोशिश करें कि आप राजी हो सकते हैं यदि आप मुझसे सहमत हैं तो मैं सफल रहा हूं यह अनुनय का पहला कार्य है जो मैं इस सत्र के इस वर्ग में करता हूं लेकिन अनुनय शायद उतना ही पुराना है जितना कि समय क्योंकि यदि आप विभिन्न पुरानी परंपराओं को देख रहे हैं तो आपके पास अनुनय के उदाहरण भी हैं भागवत गीता हमारी परंपरा में एक ज्वलंत उदाहरण है यह क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने दुश्मनों के सामने खड़ा है जो उसके भाई उसके चचेरे भाई उसके भतीजे उसके दादा दादी दादा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि अर्जुन वह भगवान कृष्ण को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे इन लोगों को क्यों मारना चाहिए मुझे क्या फायदा होगा भले ही मैं भौतिक रूप से लाभ उठाऊं क्या यह किसी काम का है क्योंकि आखिरकार मैं मेरे निकट और प्रिय लोग को मार रहा हूं और फिर भी 18 वें अध्याय के अंत में अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हैं उन 18 अध्यायों के भीतर क्या हुआ है युद्ध के मैदान में उस एक या दो घंटो के भीतर क्या हुआ होगा कृष्ण अर्जुन को विभिन्न रणनीतियों के माध्यम से लड़ने के लिए राजी करने में सक्षम रहे हैं इसे करने के विभिन्न तरीकों का मतलब यह नहीं है कि उसने जो किया है वह जरूरी असत्य है उसने जो किया है वह जरूरी हेरफेर है जो भगवान कृष्ण ने किया है वह अनिवार्य रूप से अर्जुन को धोखा दे रहा है अच्छा नहीं है यह एक तरह का अनुनय है यह एक परिप्रेक्ष्य का विषय है कि आप चीजों को कैसे लेते हैं लेकिन आप इसे एक अलग तरीके से कर पाएंगे मेरा मतलब है कि यह आपका उद्देश्य है या आपका व्यक्तिपरक रवैया है लेकिन यहाँ पर मूल रूप से शामिल मुद्दा यह है कि अनुनय होता है क्योंकि अर्जुन किसी न किसी तरह से समझा है कि भगवान कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हैं वह सत्य है शेक्सपियर द्वारा लिखित जूलिस सीज़र की प्रसिद्ध पंक्तियाँ जहाँ एंटोनियो यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हालांकि ब्रूटस ने भाषण में कुछ मिनटों की अवधि के दौरान ही ऐसा किया है वह लोगों को यह समझाने में कामयाब होता है कि ब्रूटस ने जो किया सब कुछ वास्तव में गलत है इसलिए ये अनुनय का क्लासिक मामला है राजनीतिज्ञ आज हमें मनाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जब स्पष्ट रूप से दो राजनीतिज्ञ होते हैं तो किसी को जीतना होता है और ऐसा करने के लिए लोगों को उसकी बातों से सहमत होना पड़ता है और फिर से अनुनय होता है इसलिए अनुनय कुछ नया नहीं है और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें हमें यह समझने की आवश्यकता है कि अनुनय कुछ ऐसा नहीं है जो बुरा या गलत है अनुनय कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन का एक हिस्सा है क्योंकि उम्मीद है की मैंने आपको पहले से ही आश्वस्त किया है लेकिन अनुनय भी ऐसी चीज है जिसे हेरफेर से अलग करने की आवश्यकता है बिक्री में हेरफेर होता है हमारे जीवन में हेरफेर होता है दोस्ती में रिश्ते मे हेरफेर होता है जोड़ तोड़ वह जगह है जहाँ कोई व्यक्ति वास्तव में इसका मतलब निकालने के लिए ईमानदारी से इरादा किए बिना कुछ कर रहा है वास्तव में बिना मतलब के कुछ कर रहा है जो आप एक निश्चित अर्थ में कहते हैं यह हेरफेर है कुछ ऐसा करना जो एक तरह से दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाता है कुछ अर्थों में हेरफेर है उन चीजों को करना जहां आप कह रहे हैं वास्तव में वह तथ्य नहीं है जो आप जानते हैं और आप फिर से हेरफेर कर रहे हैं तो मूल रूप से क्या होता है कि कुछ अर्थों में यह अनुनय का एक उप सेट है जैसा कि ब्रेन वाशिंग स्टॉकहोम सिंड्रोम है जिसके बारे में हम बात करेंगे लेकिन यह आमतौर पर अस्थायी रूप से काम करता है क्योंकि यह वास्तव में मामलों की स्थिति नहीं है यदि आप देख रहे हैं गीता का उदाहरण अर्जुन के लिए और कई अभ्यास करने वाले के लिए हिंदू वहाँ के शब्द उनके पूरे जीवन में सत्य प्रतीत होते हैं और इसलिए वे इसका अभ्यास करते हैं तो इस अर्थ में हम इसे हेरफेर नहीं कहेंगे लेकिन किसी के लिए भी जो मानता है कि यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे अस्थायी रूप से प्रभावित करती है और मैं इससे सहमत नहीं हूं मुझे इस पर विश्वास नहीं है इसे एक तरह के हेरफेर के रूप में देखा जाएगा तो इसके लिए एक व्यक्तिपरक आयाम है लेकिन इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रासंगिक है वह यह पता लगाना है कि वास्तव में क्या हो रहा है जब कोई व्यक्ति किसी और के साथ छेड़छाड़ कर रहा है अगर यह एक ऐसी चीज़ है जिसे सत्यापित किया जा सकता है और अगर यह असत्य है तो यह हेरफेर है यह केंद्रित है उस व्यक्ति के आस पास जो हेरफेर कर रहा है क्योंकि निहित स्वार्थ विज्ञापन में बहुत बार झूठ शामिल होता है ताकि निहित स्वार्थ को बढ़ाया जाए जो कई कंपनियों के साथ होता है जो समान प्रकार के उत्पाद बेच रहे हैं और यह दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक उत्पाद दूसरे से बेहतर है कृत्रिम परिस्थितियां जिन स्थितियों के माध्यम से आप ये कार्य कर रहे हैं वे कृत्रिम हैं जो पहले से ही दूसरे अंक से जुड़ी हुई हैं और पहले अंक पर पहला खेद है जो कि धोखे का है धोखा कुछ ऐसा है जो मुझे हो सकता है मैंने पाया है जो पता लगाया जा सकता है और इस अर्थ में यह कुछ ऐसा है जो मामलों की वास्तविक स्थिति नहीं है इसलिए कृत्रिम स्थिति है हेरफेर या अनुनय करने वाले व्यक्ति का इरादा बहुत बार यह तय करता है कि यह हेरफेर है या अनुनय है क्योंकि यदि आपके इरादे अच्छे हैं तो आप वास्तव में निर्दोष हैं आप जो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं वह वास्तव में एक झूठ है जो अलग अलग मुद्दा है लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है तो आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह धोखा है और आप हेरफेर कर रहे हैं आमतौर पर शर्त यह होती है कि जिस व्यक्ति को चालाकी से समझा जा रहा है या जिसका दिमाग खुला है उसे चालाकी से पेश किया जाना चाहिए और समय की कुंजी है आप इसे जल्दी से करना चाहते हैं आप इसे अधिक से अधिक सुदृढीकरण के साथ करना चाहते हैं ताकि दिन के अंत में यह प्रक्रिया हो सके और आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकें डिमाग धोना ब्रेनवॉशिंग Brain washing एक ऐसी तकनीक है जहां आप देखते हैं कि इसमें अनुनय के तत्व हो सकते हैं इसमें ज़बरदस्ती के तत्व भी हो सकते हैं किसी को एक साथ जोड़ने के लिए मजबूर करना और पुनरावृत्ति एक ऐसी चीज है जो विशिष्ट रूप से वहां होती है और इसलिए हम इसे जोड़ तोड़ की श्रेणी में रखते हैं दूसरी ओर स्टॉकहोम सिंड्रोम कुछ बहुत दिलचस्प है जो धारणा को बदल देता है लेकिन यह वास्तव में हेरफेर नहीं है जिसे आप उन बलों द्वारा नहीं मनाया जाता है जिन्हें आप किसी भी तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस तथ्य से आता है कि कई मामलों में जहां बंधक स्थिति है किसी समय बंधक वह उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण हो जाता है जो उसे बंधक बनाए हुए है अब यह बहुत अजीब सिंड्रोम है और आप पाते हैं कि वे लोगों पर भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं जो आतंकवादी उन्हें पकड़ रहे हैं और इसे स्टॉकहोम सिंड्रोम कहा जाता है क्योंकि यह वह नहीं है कैद होने के बाद 10 दिन या 10 साल बाद 10 महीने बाद बाहर आना वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत बार या यहां तक कि कैद के दौरान भी हमें यह कहने का कार्य करता है कि निर्दोषता की व्याख्या अक्सर सकारात्मक तरीकों से की जाती है और किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से किसी प्रकार की अश्लीलता मिलती है ये चरम स्थितियां हैं जहां मन विभिन्न तरीकों से काम करता है इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं लेकिन यह फिर से विभिन्न दिलचस्प तरीकों से अनुनय से जुड़ा हुआ है और हमें इस तथ्य से अवगत होने की आवश्यकता है कि यह न तो अनुनय है और न ही हेरफेर क्योंकि यह जानबूझकर नहीं है लेकिन ऐसा होता है और आप देखते हैं कि दिलचस्प बात यह है कि स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसी चीज का उपयोग वो लोग करसकते है जो मस्तिष्क धोने का उपयोग करते है और एक शर्त के रूप में जहां यह हेरफेर वास्तव में हो सकता है अब हम ६ प्रमुख कारकों पर ध्यान देंगे जिन्हें हम इस प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ाते हैं और यह महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पहला मुद्दा पारस्परिक है जो अनुनय के कार्य में नितांत आवश्यक है क्योंकि जब मैं प्रयास कर रहा होता हूं किसी को मनाने के लिए उस व्यक्ति को मुझसे सहमत होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो अनुनय नहीं होगा सामाजिक प्रमाण इस बात के बारे में है कि आपकी स्थिति कितनी प्रामाणिक है आपकी प्रेरक रणनीति कितनी प्रामाणिक लगती है दूसरे व्यक्ति को बताने के लिए आप जो भी प्रयास कर रहे हैं वह कितना प्रामाणिक है प्रतिबद्धता और स्थिरता इस अर्थ में प्रतिबद्धता कि आप एक निश्चित डिग्री की संगति के साथ अनुनय कर रहे हैं विश्वसनीयता आप अपने संस्करणों को नहीं बदल रहे हैं और आप जो कह रहे हैं उसके प्रति समर्पित प्रतीत हो रहे हैं आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अब ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप बना रहे हों किसी को मनाने की कोशिश कर रहा है पसंद लाइकिंग liking बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक आप एक विचार एक विचार की तरह एक उत्पाद की तरह कम से कम अस्थायी रूप से आप हमें यह स्वीकार करने या इसे खरीदने के लिए राजी नहीं करने जा रहे हैं इसलिए भले ही पसंद करने का भ्रम कम से कम समय के लिए बना हो क्योंकि हमने हेरफेर के संदर्भ में चर्चा की थी कि पसंद करने वाले तत्व को पसंद करना होगा बहुत बार प्राधिकरण का आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हम उस पर बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि जो समर्थन कर रहा है जो कुछ कह रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और यहां तक कि हमारी परंपरा भी जब हम प्रामाणिकता के प्रमाण के बारे में बात करते हैं तो भारतीय परंपरा में कुछ सच या गलत होने की अवधारणा प्रमना हम इस तथ्य के बारे में बात करते हैं कि कुछ मामलों में जो व्यक्ति घोषणा कर रहा है वह यह तय करता है कि क्या किसी वस्तु को वैध तर्क माना जाएगा या तो यह मान्य तर्क नहीं होगा तो और कमी कुछ दुर्लभ है कुछ मूल्यवान है तो इसके बारे में राजी करना आसान है अब अनुनय के समकालीन रंगों को महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है और इस सत्र में भी हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कुछ प्रयोग करेंगे कृपया हमारे चर्चा मंच को देखें दिए गए लिंक और कृपया इसका एक हिस्सा बनें क्योंकि आपकी मदद से ही हम हेरफेर अनुनय के बारे में कुछ खास पहलुओं और हमारे विचारों को बदलने के तरीके के बारे में जानने के लिए कुछ बहुत ही रोमांचक शोध करने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह जो बनते हैं और यह केवल तभी हो सकता है जब आप नियमित असाइनमेंट के अलावा अन्य विभिन्न गतिविधियों में स्वेच्छा से भाग लेते हैं जो हम आपको देने जा रहे हैं और यदि आप बड़ी संख्या में ऐसा करते हैं तो ही हम परिणाम विश्लेषण कर पाएंगे और अगले सप्ताह परिणाम निष्कर्षों के साथ आपके पास वापस आते हैं जो बहुत ही रोमांचक होगा क्योंकि हम सहयोग में काम करेंगे कुछ विशेष प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे जो हमने इस विशेष पाठ्यक्रम में उठाए तो इस संदर्भ में यह केवल संख्या आकार मीडिया सोशल मीडिया सामाजिक जाल यहाँ है तो यह वह जगह है जहाँ अनुनय बड़े पैमाने पर हो रहा है और वह वो जगह है जहाँ विज्ञापन आता है अगर आपको याद है कि हमने दृश्य संचार दृश्य सौंदर्यशास्त्र के बारे में बात की थी तो हमने विज्ञापन के बारे में बात की जो भूमिका निभाता है वह दृश्य कितना प्रेरक दृश्य है और यहाँ जब हम सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा होने के लिए वे बहुत तेजी से यात्रा करते हैं उस समकालीन संदर्भ में वे प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं क्योंकि सूचना प्रकाश की गति से यात्रा करती है लोगों से छेड़छाड़ करना लोगों को राजी करना दंगे पैदा करना जैसे इंग्लैंड में एक विशेष स्थान पर कहना या सूचनाओं का उपयोग करके हमें ट्विटर डेटा या फेसबुक पर कहना एक महामारी पैदा करना या कुछ रचनात्मक करना ये सभी चीजें प्रकाश की गति से हो रही हैं और यह सोशल मीडिया पर हो रही है तो पहली दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये 2 तरीके हैं जिन्हें हम अपने प्रयोगों के दौरान संबोधित करेंगे जो इस सप्ताह इस सत्र में एक साथ होंगे संस्थागत क्योंकि व्यवसाय में और अनुसंधान में यह एक ऐसी चीज है जिस पर बहुत कुछ शोध चल रहा है और अब हम खुद थोड़ा शोध कर रहे हैं और यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह अधिक सूक्ष्म और कुटिल हो गया है क्योंकि आज हेरफेर के पास जटिल चैनल कई चैनल हैं और इसलिए आप पाते हैं कि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि यह बहुत सूक्ष्म है और जब हम कुछ प्रयोगों पर चर्चा करते हैं जब मैं आपके साथ हमारे कुछ कागजात साझा करता हूं जो अनुनय और हेरफेर से निपटते हैं तो आपको एहसास होगा यह कितना सूक्ष्म है कितना कुटिल कितना अस्पष्ट रूप से बहुत सूक्ष्मता से बहुत सूक्ष्मता से किया जा रहा है और जाहिर है इस प्रक्रिया में यह जातीयता संस्कृति मीडिया वैश्वीकरण और इतने पर और अधिक जटिल हो गया है अब यह सब कहते हुए चलिए अनुनय की एक काम परिभाषा को लेने की कोशिश करे अनुनय एक वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करने किसी के दृष्टिकोण को बदलने दूसरों को किसी को स्वीकार करने अन्य लोगों को मानसिक स्थिति को प्रभावित करने का संदर्भ है और यहां एक परिभाषा है जो हमारे पास है जिसे हम यह समझने के लिए उपयोग कर सकते हैं कि अनुनय क्या है इसलिए प्रतीकात्मक क्योंकि यह भाषा के माध्यम से होता है यह छवियों के माध्यम से होता है यह समझाने के लिए कि ठोस को समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अनुनय का मतलब है कि एक दृष्टिकोण को संशोधित किया गया है शुरू में आपको कुछ खरीदने का शौक नहीं है अब आप इसे खरीदने के इच्छुक हैं आपका रवैया संशोधित कर दिया गया है पहले आपको संगीत सुनने का शौक नहीं था अब आपको संगीत सुनने का शौक है आपके रवैया को संशोधित किया गया है और यह प्रतीकात्मक रूप से कुछ संदेशों के माध्यम से किया गया है जिनके माध्यम से संचार किया गया है वह शब्द चित्र गैर मौखिक संचार विज्ञापन संगीत आदि हो सकते हैं स्पष्ट रूप से मैं कहूंगा कि मुक्त चुनाव का माहौल है क्योंकि क्यों मुक्त विकल्प है क्योंकि यद्यपि अनुनय हो रहा है तो आप स्पष्ट रूप से इससे बाहर निकलने का विकल्प रखते हैं आपके पास इस बात का विकल्प है कि आप अनुनय न करें आप राजी हैं या नहीं यह आपकी पसंद है लेकिन जबरदस्ती वह जगह है जहां आपको कुछ चुनने के लिए मजबूर किया जाता है अब हमने चर्चा की है कि अनुनय सभ्यता जितनी पुरानी है और यदि आप फिर से पश्चिमी परंपराओं के इतिहास को देख रहे हैं मिथ्या हेतुवादीसोफ़िस्ट Sophists और जो लोगों को यह सिखाते थे कि कैसे वक्तृत्व का अभ्यास किया जाए क्योंकि रोमनों के लिए जहाँ आप देखते हैं कि राज्य के नागरिक एक दूसरे को मनाने के लिए निर्णय लेते थे उस मुक्त जलवायु में यह बहुत महत्वपूर्ण था और प्लेटो एक तरह का व्यवहार था क्योंकि सत्य की खोज मे उसे नजरअंदाज करना था जो हेरफेर किया जा सकता था और अनुनय कुछ ऐसा है जहां आप किसी के सोचने के तरीके में हेरफेर कर सकते हैं तब एरिस्टॉटल ने अनुनय को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जो लोकाचार लोगो और असर पाथोस Pathos के बारे में बात की और आज भी जब हम समकालीन संदर्भ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये अवधारणाएँ बहुत हद तक सही हैं लोकाचार से आपका क्या अभिप्राय है लोकाचार विश्वसनीयता विश्वास है और बहुत बार ब्रांड नाम से जुड़ा है लोगो से बोलने वाले व्यक्ति और सभी प्रकार की चीजों से जुड़ा हुआ है वह तर्क निरंतरता और फिर से वह चीज है जो आपको विभिन्न संदर्भों में मिलती है दूसरी ओर पाथोस है जहां भावनाओं और कल्पना की अपील होती है और विज्ञापन में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसलिए यदि आप स्थिति को देखते हैं तो हम पाते हैं कि शायद हम जो कुछ भी देखते हैं और जो कुछ भी आज उपयोग किया जाता है वह अनुनय के लिए विज्ञापन के संदर्भ में है इस विशेष सूत्र में जिसमें हमारे पास विश्वसनीयता का भरोसा है जहां एक व्यक्ति हो सकता है या एक ब्रांड ने निर्माण किया है और आप उस तर्क का उपयोग कर रहे हैं कि यह अच्छा है इसलिए आपको खरीदने के लिए राजी किया जाता है और भावनाएं बहुत विशिष्ट रूप हैं आइए अब हम अनुनय और जबरदस्ती के बीच के अंतर को देखें मैं ने पहले से ही अनुनय पर विस्तृत किया है लेकिन जबरदस्ती है जहां बल लागू किया जाता है उदाहरण डरानेवाले संदेश कर्मचारियों के निर्देशों पूछताछ खतरनाक रूप से अपमानजनक रिश्तों में संचार की धमकी दे रहे हैं जैसे कि सीमा रेखा के मामले हैं कला फिल्में संगीत मनोरंजन टीवी शो विज्ञापन प्रेरक हृदय ट्रेंडिंग तस्वीरें जहां यह अंतर करना बहुत मुश्किल है कि क्या आप राजी हैं या निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थिति में मजबूर हैं अब मैंने यहां जो केस स्टडी प्रस्तुत की है वह एक उदाहरण है और आप स्लाइड को खोल सकते हैं और इसकी जांच कर सकते हैं और इसे स्वयं कर सकते हैं और चर्चा मंच पर इसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं जहां हमारे पास इसके लिए जगह है अब हम आगे जो देखते हैं वह संचार के प्रेरक प्रभाव हैं और ये विज्ञापन के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं उदाहरण के लिए आकार देनाशेपिंग Shaping कहां है क्या होता है कि बार बार कुछ इस आशा के साथ दोहराया जाता है कि लोग इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाएंगे अधिक डॉक्टर किसी भी अन्य सिगरेट की तुलना में ऊंट धूम्रपान करते हैं तथ्य यह है कि सिगरेट हानिकारक है जाहिर है कुछ जो पृष्ठभूमि में है लेकिन इसके बावजूद अप्रत्यक्ष अनुनय किया जा रहा है कि ये सिगरेट अन्य सिगरेटों की तुलना में कम हानिकारक हैं बलवृद्धि करना पुनरावृत्ति है इसे अलग अलग तरीकों से और विभिन्न प्रकार की किस्मों में किया जाता है और इसे अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल किया जा सकता है जैसा कि बदलने में संकेत दिया गया है अब यहाँ एक तरीका है कि रवैया बदल सकता है उदाहरण के लिए अगर आप ५० साल पहले भी देख रहे हैं तो नीग्रो एक बुरा शब्द नहीं था लेकिन आज अगर आप किसी को नीग्रो या निगर कहते हैं तो यह एक बुरा शब्द माना जाता है यह कुछ बुरा है और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से और विभिन्न प्रकार के संदर्भों में यह शब्द धीरे धीरे निषेध शब्द बन गया है यह शब्द निषिद्ध है जिसका उपयोग सभ्य समाज में नहीं किया जाता है लेकिन अगर आप इससे पहले के उपन्यासों को देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि नीग्रो या निगर काफी व्यापक फैले हुए शब्द हैं और उन्हें स्वीकार किया जाता है उदाहरण के लिए आज लिंग के संदर्भ में जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं तो हम उसका उपयोग करते हैं जब वह अज्ञात होता है इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी से मिलता हूं तो वह मुझसे अच्छा होना चाहिए पहले हम कहते थे कि वह मेरे लिए अच्छा होना चाहिए इसलिए हमें चीजों को देखने के तरीके को बदलने के लिए राजी किया गया है और इसका ओके OK के साथ एक जटिल संबंध है हम कहते हैं कि परिवर्तन हुआ है और जिस तरह से यह समाज इस बदलाव को देखता है और अनुनय के लिए लंगर के रूप में व्यवहार करता है वह कुछ ऐसा है जिसके साथ हम अनुनय के विभिन्न घटकों के साथ शुरू करेंगे और हम इसे सत्र के अगले सेट में करेंगे जहां हम रवैया के बारे में बात करेंगे हम लोगों के बारे में बात करेंगे हम संदेश के बारे में बात करेंगतरीका है जिससे हम अनुनय के विभिन्न पहलुओं का विस्तार करेंगे इसलिए आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं आपका बहुत धन्यवाद